हम द्वितीय वर्ष की लैब में हैं आई आई टी खरगपुर के भौतिकी विभाग की ऑप्टिक्स लैब में हैं आज मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंग्थ निकालने के लिए बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेट करूंगा यह बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का सेट अप हैं यह सोर्स है सोर्स के सामने यह पिन होल है लाइट पिन होल से आ रही है और यह लाइट स्लिट पर गिर रही है वास्तव में हमारे एक्सपेरिमेंट में सोर्स एक स्लिट सोर्स है हम यह सोर्स पोजीशन लेंगे यह फिक्स्ड है यह ऑप्टिकल टेबल पर फिक्स्ड है यहाँ एक मारकर है यहाँ हम स्लिट सोर्स की पोजीशन नोट कर सकते हैं हम देख सकते हैं की इस पर रीडिंग है पचपन मिलीमीटर या 55 सेंटीमीटर हम इस रीडिंग को नोट कर सकते हैं यह बाई प्रिज्म है आप यहाँ बाईप्रिज्म देख सकते हो यहाँ ये बाईप्रिज्म का एज्ज है जैसा कि मैंने दिखाया था बाईप्रिज्म का एज्ज होता है यह एज्ज आप देख सकते हैं यहाँ यह ऐसा है ये बाई प्रिज्म हमने स्लिट सोर्स के सामने रखा है यह ही बाई प्रिज्म की पोजीशन भी है यह हम यहाँ नोट कर सकते हैं मैं रीडिंग देख सकता हूँ यह लगभग 100 103 मिलीमीटर है इसका मतलब अगर हम बाई प्रिज्म और स्लिट की पोजीशन नोट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बाई प्रिज्म और स्लिट की बीच कितना डिस्टेंस है थ्योरी हमें कहती है कि सोर्स से लाइट इस बाई प्रिज्म पर गिरती है अब इस पोजीशन पर ये दो वर्चुअल सोर्सेज बन जाएंगे जो हम नहीं देख सकते यह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा मान लीजिये यहाँ हम दो पोजीशन फिक्स कर लेता हूँ और दो वर्चुअल इमेजेज बनती हैं अब लाइट आती है और इंटरफेरेंस होगा हम यहाँ देख सकते हैं इस सोर्स से लाइट इस रीजन में आ रही है और इस सोर्स से लाइट इस रीजन में आ रही है यह पार्ट ओवरलैपिंग रीजन है हमें इंटरफेरेंस के कारण इस स्क्रीन पर फ्रिंज दिखेंगी अब हमारे पास सोर्स हैं मैंने आपको दिखाया बाई प्रिज्म भी हैं और यह स्क्रीन है स्क्रीन आई पीस है यह आई पीस है और क्रॉस वायर के प्लेन पर फ्रिंज बनी है यह फ्रिंज हैं आप इन्हें देख सकते हैं यह डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस हैं यह माइक्रोमीटर स्केल है यह स्क्रू गेज के प्रिंसिपल पर काम करता है इसमें लीनियर स्केल है और सर्कुलर स्केल है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वन में मैंने दिखाया था कि कैसे इसकी लीस्ट काउंट निकालते हैं और कैसे इससे रीडिंग लेते हैं यह स्क्रू गेज के प्रिंसिपल पर काम करता है हम माइक्रोमीटर को घुमा कर क्रॉस वायर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम क्रॉस वायर को फ्रिंज नंबर वन पर फिक्स करते हैं और रीडिंग लेते हैं फिर हम शिफ्ट करेंगे फ्रिंज नंबर 2 पर फिर 3 पर 4 पर 5 पर फिर 6 पर और फिर 11 पर फिर 16 पर हम फ्रिंजेस की रीडिंग ले सकते हैं अब फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैंने आपको बताया यह मैंने करके दिखाया की फ्रिंजेस बन रही हैं आई पीस पर

माइक्रोमीटर उसपर अटैच्ड है हम फ्रिंज विड्थ मेजर कर सकते हैं प्रिंसिपल सिंपल है हमने स्लिट सोर्स बाईप्रिज्म रखा और हमें फ्रिंज मिल रही हैं और इन फ्रिंजेस को हम आई पीस पर बना रहे हैं जैसे हम आई पीस पर बनाते हैं हम स्क्रीन भी रख सकते हैं परन्तु मैं फ्रिंज विड्थ नहीं देख पाऊंगा फ्रिंजेस को सेपरेट नहीं देख पाउँगा क्यूंकि वहाँ इनका सेपरेशन कम है केवल आँखों से इसे देखना मुश्किल है आई पीस इमेज को मैग्निफाई कर देता है और यहाँ हम मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं अब मै सेट अप को डिस्टर्ब करता हूँ और स्टेप बाई स्टेप मैं दिखाऊंगा इसे कैसे करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को कैसे सेट करते हैं अब हम कैमरा इस्तेमाल नहीं करेंगे केवल प्रोसीजर बताऊंगा यहाँ यह ब्लैक क्रॉस वायर है मैं इसे मूव कर सकता हूँ अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो यह क्रॉस वायर मूव कर रहा है यह देखने में थोड़ा मुश्किल है यह क्रॉस वायर की पोजीशन है इसे हम माइक्रोमीटर से मूव कर सकते हैं अलग अलग ब्राइट फ्रिंजेस पर सेट करो और रीडिंग लो लेफ्ट से राइट मूव करते हुए जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसे डिस्टर्ब करने से पहले मैंने आपको फ्रिंजेस दिखाई थी क्यूंकि यह ऑप्टिकल अरेंजमेंट सेट करने में थोड़ा टाइम लेता है तो अब मैं केवल स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा हम यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ सोडियम सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं यह पिन होल हैं क्यूंकि हम चाहते हैं की लाइट इसपर गिरे और केवल इस होल से बाहर आए और स्लिट पर गिरे यहाँ आप देख सकते हैं स्लिट मैं स्लिट विड्थ कम या ज्यादा कर सकता हूँ अभी मैं इसे खोल रहा हूँ स्लिट विड्थ को हम कण्ट्रोल कर सकते हैं हम इसे बहुत कम रखेंगे अब मैं स्लिट सोर्स के इस तरफ रखता हूँ मैं इसे होल के नजदीक रखता हूँ हाँ मैंने इसे सेम पोजीशन पर रख दिया यह 55 मिलीमीटर थी मैंने इसे वहीं फिक्स कर दिया मैंने इसे फिक्स किया है और लाइट को देखते हुए मैं स्लिट की विड्थ एडजस्ट करूँगा यह लगभग बंद है अब रिज़नेबल लाइट इसमें से आ रही है यह मेरा स्लिट सोर्स है अब मैं यहाँ बाईप्रिज्म रखूँगा यहाँ हम बाईप्रिज्म का एज्ज देख सकते हैं यह बाई प्रिज्महोल्डर में फिक्स्ड है इस होल्डर में आप बाईप्रिज्म को इसके प्लेन में घुमा सकते हो और दूसरे डायरेक्शन में भी घुमा सकते हो हम इसका एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकते हैं हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं हम इसका कोई भी फेस प्लेन या एज्जड सोर्स की ओर रख सकते हैं जनरली हम इस फेस को सोर्स की ओर रखते हैं हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी हम इसे यहाँ रखते हैं यह यही पर था इसकी पोजीशन थी 103 जैसा कि मैंने आपको बताया था मैंने उसी पोजीशन पर रख दिया है यह हमें नोट करना है अब यहाँ वर्चुअल इमेज बन रही हैं कॉन्वेक्स लेंस से हम रियल इमेज बना सकते हैं चलो देखते हैं हम इसे स्क्रीन पर देख पाते है कि नहीं यह कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंग्थ लगभग 10 है लेंस बाईप्रिज्म और सोर्स की इन पोसिशन्स पर वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगी इस लेंस को इस्तेमाल कर हमें स्क्रीन पर इमेज मिलेगी यह माइक्रोमीटर पर लगा आई पीस हो सकता है या हम यह वाइट स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे अगर मैं सोर्स और स्क्रीन की दूरी 4 एफ़ से ज्यादा रखता हूँ तो हमें स्क्रीन पर रियल इमेज मिलेगी लेंस की दो पोसिशन्स के लिए अब हम इसे इस तरफ रख कर देखते हैं देखते है दिखाई देगा कि नहीं हम चेक कर सकते हैं कि हमें इमेज मिल रही है ये रियल इमेजेज इक्वल इंटेंसिटी की हैं इक्वल इंटेंसिटी पाने के लिए हमें इसे एडजस्ट करना होगा हम इन्हें और भी शार्प बना सकते हैं यह रियल इमेजेज हैं हमें लेंस की इस पोजीशन के लिए रीडिंग लेनी है यह u होगी और यह v होगी और हमें स्क्रीन की पोसिशन भी नोट करना है अब हम लेंस की दूसरी पोजीशन देखते हैं देखो अगर बहुत छोटी इमेज बनती है ये यहाँ है इसे देखना थोड़ा मुश्किल है परन्तु हम इसे यहाँ देख सकते हैं हमने देखा कि फर्स्ट पोजीशन के लिए इमेज बड़ी बनी थी हमें स्क्रीन पर दिख रही थी परन्तु सेकंड पोजीशन के लिए यह थोड़ा डिफिकल्ट है इसी कारण हम स्क्रीन की बजाय आई पीस इस्तेमाल करते हैं ये इमेज को मैग्निफाई करता है और हम इसे आईपीस से देख सकते हैं मैं इस स्क्रीन को हटाता हूँ और आई पीस रखता हूँ और इस आई पीस के जरिये हम देखने की कोशिश करेंगे लेंस की दो पोसिशन्स के लिए मैं आई पीस में इमेज देखूंगा मैं आई पीस से इमेज देखता हूँ यह लाइट देखने में बाधा बन रही है हमें दो पोसिशन्स देखनी है एक पोजीशन स्क्रीन के नज़दीक है मैं इसे देख सकता हूँ मैं आई पीस की पोजीशन फिक्स कर सकता हूँ यह डिस्टेंस 4f से बड़ा होगा इस पोजीशन के लिए हम लेंस की दूसरी पोजीशन देखेंगे लेंस की दूसरी पोजीशन के लिए हम इसकी पोजीशन नोट करेंगे और इसे मेजर करने के लिए हमें डी वन और डी टू मेजर करना होगा डी वन डी टू मेजर कर हमें आई पीस की फर्स्ट पोजीशन और लेंस की पोजीशन वन को नोट करना है लेंस पोजीशन हमें नोट करने की जरुरत नहीं है क्यूंकि यहाँ हम इमेज आई पीस पर देखेंगे केवल लेंस वन और लेंस टू के लिए लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट रीडिंग लेनी है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अब भी आप दो इमेजेज देखेंगे अभी हमें इमेजेज मैग्नीफाइड दिखेंगी हम क्रॉस वायर इजीली एक इमेज पर सेट कर सकते है अभी लेफ्ट साइड में और माइक्रोमीटर में रीडिंग लेंगे अब राइट साइड मूव करेंगे और रीडिंग लेंगे फिर राइट से लेफ्ट आते हुए रीडिंग लेंगे यही मतलब है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का इस प्रकार हमें डी वन और डी टू की वैल्यू मिलेगी ये माइक्रोमीटर से दिखाना थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैं स्क्रीन पर दिखता हूँ इस दूसरी पोजीशन पर हमें दो इमेजेज मिल रही है यह आई पीस की पर्टिकुलर पोजीशन के लिए है इस स्क्रीन को अभी आई पीस से रिप्लेस कर देंगे इस पोजीशन पर रीडिंग लेंगे मैं स्क्रीन या आई पीस की दूसरी पोजीशन लूंगा और एक्सपेरिमेंट रिपीट करूँगा यस हमें बहुत अच्छी इमेजेज मिल रही हैं मैं इन्हें इक्वली ब्राइट बना सकता हूँ दूसरी पोजीशन के लिए भी हमें मिलेंगी परन्तु यह थोड़ा मुश्किल है यहाँ हम इसे लम्बी दूरी पर रेसॉल्व कर सकते हैं परन्तु अभी इंटेंसिटी इक्वल नहीं है मैं इसे इक्वल करने की कोशिश करता हूँ अब हम आई पीस को इस्तेमाल करते हुवे डी वन और डी टू की वैल्यू स्क्रीन की दो या तीन पोसिशन्स के लिए निकाल सकते हैं अब वर्चुअल इमेजेज s 1 और s 2 का डिस्टेंस मेजर कर लिया है किसी भी स्थिति में हम स्लिट की पोजीशन और बाईप्रिज्म की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्यों कि सोर्स डिस्टेंस मतलब दो कोहेरेंट सोर्स डिस्टेंस डिफाइंड है अब मैं लेंस को हटाता हूँ और यहाँ इंटरफेरेंस फ्रिंज बनती है यह इंटरफेरेंस फ्रिंज हमें स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए परन्तु प्रॉब्लम है की फ्रिंज विड्थ बहुत कम है यह वर्चुअल सोर्सेज के डिस्टेंस से भी कम है ये फ्रिंजेस हम रिसॉल्व नहीं कर पाएंगे हमें माइक्रोमीटर इस्तेमाल करना होगा क्यूंकि यह फ्रिंजेस को मैग्निफाई करके दिखाता है हमें स्क्रीन पर माइक्रोमीटर इस्तेमाल करना होगा माइक्रोमीटर के थ्रू हमें फ्रिंजेस देखनी होगी जैसा कि मैंने कैमरे के थ्रू आपको पहले दिखाया कि फ्रिंजेस बन रही हैं यह स्क्रू गेज है इसमें सर्कुलर और लीनियर स्केल है मैं इसे रोटेट करता हूँ तो क्रॉस वायर मूव होगा और फ्रिंज पर सेट होगा अब हम माइक्रोमीटर की रीडिंग लेंगे अब हम इसे शिफ्ट करेंगे और दूसरी या तीसरी या चौथी फ्रिंज पर सेट करेंगे और प्रत्येक फ्रिंज पर रीडिंग लेंगे या फिर जैसा कि मैंने पहले बताया था हम पहली फ्रिंज पर रीडिंग लेंगे फिर छठी पर फिर ग्यारहवीं पर यह डिपेंड करेगा कि हमें कितनी फ्रिंजेस मिल रही हैं इस केस में मैंने देखा कि हमें बहुत कम फ्रिंजेस मिल रही हैं ज्यादा नहीं इस लिए हम फ्रिंज 1 2 3 4 5 सभी पर रीडिंग लेंगे फिर हम इनका डिफरेंस लेंगे मान लो 1 और 6 2 और 7 3 और 8 नम्बर फ्रिंजेस के बीच में इस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि फ्रिंज विड्थ डिपेंड करती है कैपिटल डी बाई स्माल डी इनटू लैम्डा पर यहाँ स्माल डी यानि सोर्सेज डिस्टेंस फिक्स है अब हम स्क्रीन या आई पीस की पोजीशन चेंज करके मतलब कैपिटल डी को चेंज कर फ्रिंज विड्थ कम या ज्यादा कर सकते हैं जबकि स्लिट पोजीशन फिक्स्ड है ज्यादा डिस्टेंस के लिए फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी और कम डिस्टेंस के लिए यह कम होगी हम फ्रिंज विड्थ स्माल डी से भी चेंज कर सकते हैं अगर d कम है तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी और d ज्यादा है तो फ्रिज विड्थ कम होगी इसलिए हमें सोचना होगा की फ्रिंज पैटर्न माइक्रोमीटर के व्यू को फिल करे अगर फ्रिंज विड्थ ज्यादा है तो हमें बहुत कम फ्रिंजेस मिलेंगी मेजरमेन्ट एक्यूरेसी ज्यादा होगी परन्तु बहुत कम फ्रिंजेस होंगी अगर फ्रिंज विड्थ मीडियम होगी तब हमें फील्ड ऑफ़ व्यू में ज्यादा फ्रिंजेस मिलेंगी और हम ज्यादा रीडिंग ले सकेंगे तो हमें इसे एडजस्ट करना होगा और जैसा मैंने बताया हमें इस टेबल के अनुसार रीडिंग लेनी है D1 D2 D3 पोसिशन्स के लिए तो इसकी पोजीशन चेंज करते हुवे तीन पोसिशन्स पर हम माइक्रोमीटर से रीडिंग लेंगे पहले हम लेफ्ट में सेट करके लेंगे क्यूंकि सब फ्रिंजेस बराबर डिस्टेंस पर हैं हम किसी भी फ्रिंज को नम्बर वन या पहली फ्रिंज मान सकते हैं और आगे वाली को 2 3 4 5 इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कैपिटल डी की पर्टिकुलर वैल्यू D1 के लिए हम सब मेजर मेन्ट करेंगे इस टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर फिर हम वापस लेफ्ट में जाकर राइट की ओर की फिर सारी रीडिंग लेंगे और इनका एवरेज लेंगे अब हमारे पास फाइनल रीडिंग है दूसरी पोजीशन के लिए मतलब D2 के लिए फ्रिंज विड्थ चेंज होगी हमें एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है फिर D3 के लिए सभी के लिए एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है अब हमें कैलकुलेशन करना है कैसे करना है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हम कैलकुलेट कर वेवलेंथ निकाल सकते हैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको यह डेमोंस्ट्रेटे करना चाहता हूँ यह स्माल डी जैसा कि मैंने बताया क्यों हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना है क्यूंकि यह स्लिट और बाईप्रिज्म के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है एक बार हम इसे फिक्स कर देंगे तो हमें इस डिस्टर्ब नहीं करना है अगर स्लिट और बाईप्रिज्म का डिस्टेंस बढ़ता है तो स्माल डी की वैल्यू मतलब सोर्सेज का सेपरेशन भी बढ़ जायेगा अगर यह डिस्टेंस छोटा है तो सेपरेशन d भी कम होगा चलो हम इसे डेमोंस्ट्रेटे करके देखते हैं कि यह फेनोमेनन हम स्क्रीन पर देख पाते हैं कि नहीं स्क्रीन पर इमेज देखने के लिए हमें लेंस को इस्तेमाल करना होगा लेंस की पहली पोजीशन लिए हम जो भी सेपरेशन देखते हैं अगर हम स्लिट और लेंस का डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस स्माल डी भी बढ़ जाएगा मैं यह भी आशा कर रहा हूँ कि सेपरेशन बढ़ेगा चलो हम बाईप्रिज्म का डिस्टेंस बढ़ाते है हम देख सकते हैं की फ्रिंजेस का डिस्टेंस बढ़ रहा है हम इस इमेज को और शार्प बनाएँगे अब हमने इनका सेपरेशन कम किया है और अब हम स्लिट और बाईप्रिज्म का सेपरेशन बढ़ाकार वर्चुअल इमेजेज की पोसिशन्स s 1 और s 2 बढ़ाएंगे तो रियल इमेज का सेपरेशन भी बढ़ेगा और यह हो रहा है यह बढ़ रहा है यही मैंने इस फिगर में भी दिखाया है जब सोर्स बाई प्रिज्म के नजदीक है तो वर्चुअल इमेज सेपरेशन कम है और जब यह डिस्टेंस ज्यादा है तो वर्चुअल इमेज सेपरेशन ज्यादा होगा यह डिस्टेंस दो वर्चुअल सोर्सेज का डिस्टेंस डिफाइंड है जो कि बाईप्रिज्म के द्वारा बनाए गए कोहेरेंट सोर्सेज है इनके बीच की दूरी सोर्स और बाईप्रिज्म की दूरी पर डिपेंड करती है और हमें वर्चुअल सोर्सेज की सूटेबल दूरी पता करनी है क्यूंकि फ्रिंज विड्थ भी स्माल डी पर डिपेंड करती है अगर d बहुत छोटा है तो बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी आई पीस से हम शायद फ्रिंजेस को न देख पाएं हमें इसे ऑप्टिमाइज करना है फ्रिंज विड्थ को स्माल डी और कैपिटल डी से कण्ट्रोल कर सकते है स्माल डी इन दोनों के सेपरेशन से कण्ट्रोल होगा और कैपिटल डी हम देख सकते हैं यह स्क्रीन की पोजीशन है इसे भी हम चेंज कर सकते हैं यही बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है यह बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है हम इस से लाइट की वेवलेंग्थ निकाल सकते हैं इस केस में हमने सोडियम लाइट इस्तेमाल की है यह मोनोक्रोमेटिक लाइट है यह एकदम मोनोक्रोमेटिक नहीं है परन्तु इसकी बहुत नजदीकी दो लाइन्स D 1 और D 2 लाइन्स हैं हम इन्हे रेसॉल्व नहीं कर पाते तो हम इनकी एवरेज वैल्यू 5893 आर्मस्ट्रांग कंसीडर करते हैं हम इसे एक्यूरेटली निकाल सकते हैं मैं यहाँ रुकता हूँ हम अगली क्लास में दूसरे एक्सपेरिमेंट के साथ कंटिन्यू करेंगे आपकी अटेंशन के लिए धन्यवाद